ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन के कुछ सामान्य गुणों को समझने के लिए विश्लेषण करते हैं इस मॉड्यूल से बाद में हम अपने ऑब्जेक्ट मॉडल को धीरे धीरे परिभाषित करने के लिए इन दोनों पृष्ठभूमि का उपयोग करने की कोशिश करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से किसी चीज़ का विश्लेषण और डिजाइन करने के लिए शुरू करने की मौलिक अवधारणा है इसलिए इस संदर्भ में वर्तमान मॉड्यूल उन नींवों को प्रदान करेगा जो ऑब्जेक्ट मॉडल की नींव के बारे में बात करते हैं और मेरा मुख्य उद्देश्य बुनियादी शब्दों को पेश करना होगा जो हम अक्सर उपयोग करेंगे निम्न धारणाएं की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या है बाईं ओर रूपरेखा उपलब्ध है इसलिए ऑब्जेक्ट मॉडल है कृपया ध्यान दें कि यह पूरा डिजाइन विश्लेषण और डिजाइन प्रतिमान पद्धति एक विकासवादी विकास का प्रतिनिधित्व करता है न कि क्रांतिकारी इसका मतलब यह है कि यह एक पथ तोड़ने वाला दृष्टिकोण नहीं है जिसके द्वारा हम जल्दी से पूरी तरह से एक नया समाधान बना लेंगे यह आपको नहीं दिखा रहा है कि किसी भी संख्या को बिना किसी अतिरिक्त मेमोरी के लॉगिन तक लाना है हमें इसे ध्यान में रखना होगा और यह कई अलग अलग कारणों से है जिन्हें मैंने पहले के मॉड्यूल में हाइलाइट किया है एक इटरेटिव इवोल्यूशनरी रिफाइंमेंट के रूप में जाने के लिए सरल से थोड़ा और अधिक जटिल से थोड़ा और जटिल से आगे जटिल और इतने पर और अंतिम प्रणाली चीजों को हमारे नियंत्रण में रखने का एकमात्र तरीका है मानवीय क्षमता के भीतर रखने का और एक अच्छा काम करने वाले सॉफ़्टवेयर को वितरित करने की जटिलता को प्रबंधित करने का भी तो जाहिर है कि केवल एल्गोरिथम डीकंपोजीशन के समान तरीके से देखें और डिजाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बनाने के लिए वास्तव में नए शक्तिशाली तरीके दिए हैं और यह बढ़ रहा है यह अभी भी बहुत बड़ा हो रहा है जहां हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम बंद हो जाएगा अब हमारे पास ऐसे डेटाबेस हैं जिन्हें कहा जाता है कि कोई कोई एसक्यूएल डेटाबेस में भी अनुसंधान पर चल रही है जिसे इस रूप में दिखाया गया है कि तर्क को कितना संरचित किया जा सकता है तर्कशास्त्र में अग्रिम दिए गए तर्क को कितना स्वचालित किया जा सकता है और संज्ञानात्मक विज्ञान हमारी स्वयं की सोचने की प्रक्रिया की समझ सभी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइमस् के उद्भव की दिशा में योगदान दिया इसलिए इस संदर्भ में हम उन तीन बुनियादी तरीकों के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं जो हमें करने की आवश्यकता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं की जांच करता है इसलिए पहले हम एक प्रक्रिया कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग में देखता हूं तो हमें जो दिया जाता है वही आवश्यकता है वह कोई है जैसे मेरे ग्राहक को सिस्टम के बनने की आवश्यकता है और ग्राहक ने मुझे आवश्यकता को संभवतः प्राकृतिक भाषा के विवरण के संदर्भ में व्यक्त किया है कृपया विचार करें कि आपके पास पहले सप्ताह के लिए बनाए गए ट्यूटोरियल जहां आपने हमारे दो स्वयंसेवकों श्रीजोनी और तन्वी को ग्राहकों और विक्रेताओं के रूप में व्यवहार करते हुए देखा कि क्या छुट्टी प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है इस तरह की आवश्यकता आप कह सकते हैं कि आवश्यकता इस वीडियो या चित्र या पाठ सभी तरह के अलग अलग निर्दिष्ट हैं अपूर्ण रूप से संभवतः असंगत निर्दिष्ट हैं आवश्यकताएं जो ग्राहक ने स्वयं नहीं की हैं ग्राहक को यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि क्या 100 प्रतिशत आवश्यकताओं की वास्तव में आवश्यकता है क्या वे वास्तव में किए जा सकते हैं आदि तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए एक बहुत ही बुनियादी स्तर की पहचान बनाएंगे और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस डोमेन की शब्दावली का उपयोग करने का प्रयास करेंगे जो समस्या डोमेन की शब्दावली है समस्या के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है जिसे हल करने के लिए आपको दिया गया है जो भी आपने आवश्यकताओं के दस्तावेजों वीडियो की पहचान करना तो आपके सिस्टम छुट्टी प्रबंधन प्रणाली जैसा हमने सुना है इसलिए हमें बताया गया था हमें बताया गया कि संगठन में कर्मचारी हैं और उन्हें अपने कर्मचारियों की छुट्टी के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है हमें बताया गया कि संगठन संगठन के कर्मचारी एक ही तरह के नहीं हैं कर्मचारियों के 3 प्रकार हैं अधिकारियों लीड्स और प्रबंधक और हमें बताया गया है कि छुट्टी भी एक प्रकार की नहीं हैनिम्न प्रकार की छुट्टीयां कैजुअल लीव हैं और इसलिए यदि आप और यदि आप दस्तावेज़ के 2 पृष्ठों से गुजरते हैं तो आपको कई अलग अलग नियम मिलेंगे कि कौन कैसे और कौन छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है और एक छुट्टी कैसे दी जा सकती है आप कितने अवकाश पर हैं के लिए पात्र हैं विभिन्न छुट्टीयों की क्या शर्ते हैं आदि और इनके दस्तावेज हैं अब पहला काम जिसे हम जानते हैं कि हम इस समस्या के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजीशन क्या है इसलिए कुछ अच्छे मामले जो हम बना सकते हैं निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि यह कर्मचारी एक ऑब्जेक्ट के बारे में आदि तो यह पहचान प्रक्रिया आपको ऑब्जेक्ट की पहचान की जा सकती है और जैसा कि आप विभिन्न ऑब्जेक्ट कर्मचारी के साथ कुछ समानता रखते हैं फिर से हम कहेंगे कि एक कार्यकारी कर्मचारी है तो सामान्य कर्मचारी में एक कर्मचारी पर लागू होने वाली किसी भी चीज में एक कर्मचारी कोड होता है उसका वेतन मिलता है पदनाम होता है रिपोर्ट करना होता है यह सभी कार्यकारी से छुट्टी प्रबंधक आदि तक लागू होगी इसी तरह अलग अलग तरह की छुट्टी होती है कई अन्य हो सकते हैं या वैसे भी छोड़ सकते हैं जब आपको संभवतः भुगतान किया जाता है और लेकिन आप कार्यालय नहीं आते हैं या आप काम नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए अगला एक गलत रंग उठा रहा है संरचनाओं की पहचान कर रहा है आप यह देखने का प्रयास करें कि इन ऑब्जेक्ट हो सकता है इसलिए यह कहना शुरू कर देंगे कि इस कार्यकारी का एक नाम है एक कार्यकारी के पास एक आईडी को वास्तव में समझना शुरू करते हैं आप विशेषताओं को पहचानना शुरू करते हैंये विभिन्न विशेषताएं हैं ये विभिन्न विशेषताएं हैं जिनकी पहचान आप शुरू करते हैं फिर आप पूछते हैं कि मैं जानता हूं कि अब मुझे पता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को कुछ चीजों को एक साथ करना होगा कुछ चीजों को अलग अलग करना चाहिए उनके बीच संदेश भेजना चाहिए आदि इसलिए आप संघों पर काम करना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि एक कार्यकारी और अनुरोध यह मुश्किल से दिखाई देता है इसलिए मैं फिर से एक अलग रंग का उपयोग करूंगा एक कार्यकारी एक छुट्टी के लिए अनुरोध कर सकता हैं मैं कह सकता हूं कि एक प्रबंधक कुछ छुट्टी मंजूर कर सकता है तो अलग अलग हैं ये अलग अलग तरीके हैं जो आपके द्वारा पहचाने गए ऑब्जेक्ट को क्या क्या सेवाएं प्रदान करनी हैं ऐसी कौन सी सेवाएँ हैं जो एक पूरे के रूप में सिस्टम को इस उपयोगी बनाने के लिए प्रदान करनी पड़ती हैं इस आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए कि आपको किस विनिर्देश के साथ दिया गया है और इस प्रक्रिया में यह देखें कि यह एक फ्लैट वन वे प्रोसेस के अगले जोड़े में ले जाएंगे आइडिया यहां केवल यह वर्णन करने के लिए है कि यह विश्लेषण की प्रक्रिया है जिसे आप शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि पूरी बात एक मूल्यांकन विकासवादी प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सभी ऑब्जेक्ट के कुछ चरणों को करेंगे और पाते हैं कि डिजाइन में अंतराल हैं जिन्हें आप नहीं भर सकते हैं इसलिए इस तरह की विकासवादी पुनरावृत्ति प्रक्रिया है ताकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हैं आपके पास विशेषताएँ हैं आपके पास संबंध हैं आदि और फिर आप अधिक डिज़ाइन करते हैं हम देखेंगे कि डिज़ाइन क्या उत्पन्न करेगा और इस प्रक्रिया में हम पाएंगे कि चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं की गई हैं विरोधाभास हैं अपूर्णता हैं तो आप वापस आते हैं और फिर से ओ ओ ए जिसके लिए आप अपने विश्लेषण को सही बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब भी आप एक विश्लेषण में होते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप विश्लेषण में हैं हर बार आप या तो वापस चले जाते हैं आवश्यकताएँ दस्तावेज़ या तन्वी और श्रीजोनी के आवश्यकता वाले वीडियो या आरेखों के लिए या यहां तक कि जब चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो क्लाइंट के साथ आपको बैठक करनी पड़ती है ग्राहकों के साथ इंटरफ़ेस या विश्लेषण प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है यह पहला कदम है इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात करता है इसलिए वह पाएंगे कि यह हालांकि प्रस्तुति और समझदारी के उद्देश्य से विश्लेषण और डिजाइन पेश कर रहा है जैसे कि व्यवहार में पूरी तरह से अलग अलग चरणों में वे अक्सर बहुत निकट से संबंधित होंगे आप केवल ऑब्जेक्ट में डालते हैं विशेषताओं को पहचानते हैं उन्हें एक मॉडल में रखते हैं आप आवश्यक सेवाओं की पहचान करते हैं उन्हें मॉडल में डालते हैं वे संदेश हैं जो अपघटन की नियमित प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की अन्य विशेष गतिविधि का दूसरा हिस्सा यह है कि आप सिस्टम के विभिन्न मॉडलों को पैदा करना शुरू करते हैं यही है आप कई नजरियों से सिस्टम को देखना शुरू करते हैं और आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मॉडल की कोई विशिष्ट सूची नहीं है जो यह निर्दिष्ट करेगा कुछ मॉडल सामान्य हैं आपको सभी प्रकार के सिस्टम के लिए किया जाएगा और कुछ मॉडल कुछ प्रकार के सिस्टम के लिए विशिष्ट हैं लेकिन यह विशिष्ट है कि आप लॉजिकल मॉडल और छोटे से बनाया जाता है तो ये मूल रूप से लॉजिकल मॉडल जो आप बना रहे हैं इसलिए मॉडल का दूसरा सेट जिसे हम आम तौर पर बनाएंगे फिजिकल मॉडल का डायनामिक लाइब्रेरी आदि हो सकते हैं और जिस पर एक साथ सबसिस्टम के रूप में कुछ सार्थक होता है इसलिए फिजिकल मॉडल को शामिल कर सकता है जिसमें शामिल हो सकता है कि आपके विभिन्न मॉड्यूल आपस में कैसे बातचीत करते हैं वास्तव में आपके संदेश कैसे भेजे जाते हैं उन्होंने कैसे जवाब दिया यदि आपकी स्थिति अपवाद की स्थिति आदी में आ जाती है तो क्या होता है इसलिए ये फिजिकल मॉडल जिसे मुझे जानना आवश्यक है की कब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है समयरेखा के संदर्भ में क्या होता है कर्मचारी का प्रबंधक जो छुट्टियों का प्रबंधन भी देखता है उस प्रबंधक को यह कैसे पता चलेगा और जब प्रबंधक को यह पता चल जाता है कि समयरेखा क्या है जिसके माध्यम से प्रबंधक जवाब देगा और एक बार प्रबंधक ने जवाब दिया कि मूल कर्मचारी जिसने छुट्टी के लिए अनुरोध किया था उसे कैसे पता चलेगा तो यह उस तरह की प्रणाली की गतिशीलता है जो कहती है कि छुट्टी को ऑब्जेक्ट मान लेना ही पर्याप्त नहीं है कार्यकारी के रूप में ऑब्जेक्ट या छुट्टी के लिए आवेदन करने या सेवाओं के रूप में छुट्टी को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त संदेश नहीं है लेकिन आपको उस आदेश के बारे में एक स्पष्ट विचार रखने की आवश्यकता है जिसमें इन चीजों को करना होगा उनमें से कई वास्तविक समय की कमी है उदाहरण के लिए मैं 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन करता हूं जो कहती है कि आज एक निश्चित दिन सोमवार है और मैं छुट्टी के लिए आवेदन करता हूं और गुरुवार को छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा हूं अब निश्चित रूप से मुझे छुट्टी मिलती है या नहीं मुझे यह गुरुवार से पहले पता होना चाहिए अन्यथा मैं निर्णय नहीं ले सकता सिस्टम अस्थिर हो जाता है और यदि आप यदि आप यह एक त्वरित उदाहरण हैं यदि आप उस चर्चा पर वापस जाते हैं जो हमने तन्वी और श्रीजोनी के बीच की थी और जो दस्तावेज़ उन्होंने बाद में बनाए थे तो पाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है वह कौन सी समयावधि है जिसके भीतर एक छुट्टी पर प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए ये उस बिहेवियरल मॉडल इसे वास्तविक प्रतिमान के संदर्भ में डालने की कोशिश कर रहा है तो यह सिर्फ एक पुनरावृत्ति के लिए है मैं एक बार फिर इस उदाहरण पर नहीं जाऊंगा हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी इसलिए मैं केवल इस बात का संदर्भ दे रहा हूं कि हमने एक मास्टर फ़ाइल की सामग्री को अपडेट करने के बारे में बात की है और यह वह है जो आपको एल्गोरिथम डीकंपोजीशन में मिलेगा और यह तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजीशन प्रक्रिया का मूल है

स्वाभाविक रूप से उन सभी विभिन्न मॉडलों को जिन्हें की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है यह एक ठोस विशेषता है ये संदेश सेवाएं संचालन आदि हैं हमें इन सभी लॉजिकल मॉडल के माध्यम से अंतिम सिस्टम में कैसे जुड़ जाते हैं